क्योंकि जब बच्चे किसी भी भाषा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब वह विशेष भाषा के उपयोग की पहचान करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वे इसे खोज लेते हैं l या वे निश्चित रूप से उन विभिन्न रूपों की तलाश करते हैं जो भाषा में उपलब्ध हैं l और यह रूप वह हैं जो एक विशेष शब्द के उपलब्ध द्वारा उपयोग किए गए हैं l हो सकता है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक बच्चा जब कहता है गोड तो भूतकाल में गोड का रूप बदलकर वेंट हो जाता है l लेकिन बहुत सारे अंग्रेजी मूल वक्ताओं के बच्चे गो में इ डी लगा देते हैं या कम को कमड या पुत्टेद या कीपैड कर देते हैंl तो इस तरह के रूपों से जाहिर है कि बच्चे बहुत रचनात्मक हैं और वह नियम लागू कर सकते हैं तो मौजूदा नियम जो मस्तिष्क में है लेकिन साथ ही उन्हें प्रवचन से ही पता चल जाता है कि वह गो में ईडी लगाने के बजाय वेंट इस्तेमाल का करें ll बच्चे को कैसे पता चलता है कि गो का भूत काल वेंट है l प्रवचन से भाषाई पर्यावरण से जो व्यस्त द्वारा निर्माण की गई है और इस्तेमाल की गई है l तो अब सवाल यह उठता है कि कौन ज्यादा अभिनव है यदि हम सामान्य भाषा विज्ञान को देखें जैसे कि मैंने थोड़ा सा औपचारिक उल्लेख किया है की प्रवचन भाषा को औपचारिक और कार्यात्मक दोनों पहलुओं से रूबरू करना होगा खासकर जब हम भाषा परिवर्तन के बारे में बात कर रहे होते हैं l तो हमें व्याकरण में परिवर्तन का पता लगाने की आवश्यकता होती है या हम कोडीड संरचना को सेट कर सकते हैं l क्योंकि जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो यह भाषा का अधिकरण करते हैं l और जो कुछ बच्चे की भाषा है वह किसी भी विशिष्ट हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से ही सही हो जाती है l उन्हें यह पता चल जाता है कि एक विशेष शब्द को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए l यदि आप हवाईअन क्रियोल का थोड़ा अध्ययन करें खासकर यदि आप पीढ़ी की भाषा के संचरण को देखें तो एक विशेष परिकल्पना सामने आई है जिसे बायो प्रोग्राम परिकल्पना के रूप में जाना जाता है l और इसी तरह से सेमांटिक चेंज के बारे में बात करूंगी जिसमें बच्चे बनाम व्यस्क के भाषा अधिकरण का जिक्र आएगा l बायो प्रोग्राम की परिकल्पना यह कहेगी या यह उल्लेख करेगी की इस परिकल्पना के द्वारा दावा किया जा रहा है कि कम से कम एक भाषा के विकास के प्रमाण मिले हैं l मैं इसे स्लाइड में बताना भूल गई हूं इसलिए मैं यहां इसे लिखने जा रही हूं l यह उदाहरण यहां हवाई क्रियोल से आया है की भाषा के उत्पादन में पीढ़ी से पीडी तक संचरण की अनुपस्थिति है l ऐसे मामलों में जब भाषा के उत्पादन में पीढ़ी की अनुपस्थिति होती है तो बच्चे नए विशिष्ट शब्दार्थ और वाक्यआत्मक तरीके से भाषा की संरचना करते हैं l यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है l तो भाषा कैसे संरक्षित होती है भाषा का प्रसारण कैसे होता है ज्यादातर मामलों में यह पीढ़ी से पीढ़ी तक होता है lबच्चे परिवार में बोले जाने वाली एक विशेष भाषा सुनते हैं फिर वह बोलने की कोशिश करते हैं फिर यह पढ़ना और लिखना करते हैं जो अधिक जटिल कौशल है और यह बाद में आती है l लेकिन हमारे उद्देश्य के लिए हम मूल रूप से भाषा के बोलने या बोलने वाले पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे l तो ऐसे मामलों में जब भाषा के उत्पादन में पीढ़ी की अनुपस्थिति होती है तो बच्चे क्या करेंगे बच्चे नवाचार करेंगे विशिष्ट शब्दार्थ और बाकी रचनाओं को नया बनाने की कोशिश करेंगे l तो यह व्याकरण में परिवर्तन लाता है जो संरचना मैं परिवर्तन लाता है l यह कैसा ढांचा है यह कोटेड ढांचा है l तो यह दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है l एक व्याकरण है और फिर दूसरी और कोडेत संरचना है l जहां तक बाल भाषा के अधिग्रहण की बात है यह दो बातें बच्चे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भाषा के संचरण की कमी के कारण अभिनव करते हैं l परिणाम स्वरूप क्या होता है हमें पता चलता है कि बायोप्रोग्राम परिकल्पना है यह हमें यह हमें सेमांटिक चेंज को समझने में मदद करेगी l बायोप्रोग्राम परिकल्पना का अनुसरण करने के बाद हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा के संचरण में बच्चे विशिष्ट अर्थ और वाक्य रचना को नया रूप देंगे l एक उदाहरण के रूप में हमारे पास विशिष्ट निरर्थक अनिश्चितता के बीच तनाव पहलू मनोदशा और भेद के अत्याधिक विवश संयोजन हो सकते हैं l जब आप अंग्रेजी के ए आर एन अनिश्चित आर्टिकल को देखते हैं जहां तक कालस्वरूप विनम्रता का सवाल है तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के मध्यम हैं l हमारे पास विभिन्न प्रकार के पूर्ण और अपूर्ण स्वरूप है यहां इसे प्रगतिशील कहते हैं हमारे पास वर्तमान भूत और भविष्य काल है l इसलिए सभी प्रकार के परिवर्तन जो कि शब्दार्थ के स्तर पर होते हैं ऐसे बदलाव को बाल भाषा अधिकरण के माध्यम से या भाषा की पीढ़ी गत संचरण की अनुपस्थिति के माध्यम से संहिताबुध किया जा सकता है की कैसे बच्चे सेमांटिक चेंज लाते हैं जहां तक भाषण के प्रकार के या भाषाओं के घटक का सवाल है l यह या तो क्रिया पर टीएएम हो सकता है या यह निश्चित या अनिश्चित आर्टिकल का उपयोग कर सकता है l बस इसे याद रखें l मुझे इसे फिर से और संक्षेप में बताना होगा की बायो प्रोग्राम एक परिकल्पना है l इस परिकल्पना में क्या होता है जहां तक पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की बात है अपर्याप्त इनपुट के कारण बच्चे बच्चे अधिक अभिनव बन जाते हैं l और बच्चे अपनी अभिनव भावना के कारण कुछ नए शब्दार्थ और वाक्यों में विन्यास लाते हैं जो पहले उस भाषा में उपलब्ध नहीं थी l क्या तुम्हें समझ आया भाषा एकस को बोलने वालों की संख्या काफी कम है l जहां तक पीढ़ी के हस्तांतरण की बात है यहां पर्याप्त इनपुट नहीं है l नतीजतन बच्चों ने कुछ विशिष्ट अर्थ और वाक्य रचनाएं की है l इस नवोन्मेष के कारण जहां तक वाक्यगत और अर्थसंबंधी रचनाओं का संबंध है व्याकरण में बदलाव आया है और कुछ क्रियाओं के शब्द में परिवर्तन हुआ है कुछ भाषाई शब्दों के अर्थ में l एक उदाहरण के रूप में आप कम से कम हवाई क्रियोल का उदाहरण ले सकते हैं जहां तक काल पहलू आधुनिकता और रूपात्मकता का संयोजन है l आपको यह हवाई क्रियोल जैसी भाषा में मिलेगा l यह एक ही मामला है जिसमें विशिष्ट और निरर्थक अनिश्चितता के बीच अंतर बहुत ही कठोर है जहां तक इन क्रियोल का संबंध है l अगर हम बायो प्रोग्राम परिकल्पना पर विश्वास रखते हैं तो यह दावा किया जा सकता है कि यह कठोरता या यह अर्चन बच्चे को भाषा में क्यों प्रचलन होती है क्योंकि इनपुट पर्याप्त उपलब्धता ना होने के कारण और पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा के संचरण की कमी के कारण यह परिणाम आता है l इस संबंध में मैं एक और घटना पर प्रकाश डालना जो हमें अर्थ परिवर्तन को समझने में मदद करेगी तो यह क्या है 1970 के दशक में बाल भाषा अधिग्रहण अनुसंधान में एक सुझाव था l वहाँ बार बार सुझाव दिया गया था कि शब्दार्थों के भाषा अधिग्रहण के मामले में क्रोलोलाइजेशन से शब्दार्थ में विकास और ऐतिहासिक डेटा में अर्थ परिवर्तन के क्रम के बीच समानताएं थी l इसमें तीन बातें है तो यह 1970 में कि बाल भाषा अधिग्रहण पर शोध मैं इसे यहां लिखूंगा बाल भाषा अधिग्रहण वहां क्या होता है इसमें विचार या चिंता का विषय यह है कि इस शोध में बताया गया है कि तीन चीजों के बीच एक मेल है पहला क्या ha सी एल ए बाल भाषा अधिग्रहण शब्दार्थ यह पहली बात है दूसरी बात आपके पास शब्दार्थ परिवर्तन का क्रम होगा और तीसरा ऐतिहासिक डेटा में परिवर्तन होगा तो ये चीजें हैं आप वास्तव में बाल भाषा अधिग्रहण अर्थ परिवर्तन के आदेश और ऐतिहासिक डेटा में परिवर्तन के लिए इन तीन चीजों को मिला सकते हैं ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ दिया गया है जो हमारे पास होने वाले स्थानिक या अस्थायी डेटा को देखने के लिए है इसलिए उदाहरण के लिए अंतरिक्ष जैसी अवधारणात्मक संरचनाएं समय की तुलना में अधिक होती हैं l और लौकिक वाक्यांश हमेशा सशर्त से अधिक होते हैं या लौकिक वाक्यांश हमेशा सशर्त वाक्यांशों की तुलना में उच्चतर होते हैं तो क्या आप अंतरिक्ष को समय से अधिक या बड़ा समझते थे सशर्त वाक्य अस्थायी वाक्य की तुलना में अधिक बड़े होते हैं यह विकास एक क्रॉस लिंग्विस्टिक्स शब्दार्थ टाइपोलॉजिकल विकास है जब आप बाल भाषा अधिग्रहण को देखते हैं तो आप हमेशा पाएंगे कि एक तरह का संबंध खींचा जा सकता है अंतरिक्ष समय से अधिक है लौकिक सशर्त से अधिक है तो टेम्पोरल समय से संबंधित होगा समय संबंधित वाक्यांशों और सशर्त जैसे वाक्यांश जैसा होगा तो सशर्त वाक्य या सशर्त वाक्यांश बच्चे बाद में प्राप्त करते हैं और बच्चे लौकिक वाक्यांश को सशर्त वाक्यांशों की तुलना में बहुत पहले जान लेते हैं l ऐसा ही मामला है जब आप इसे स्थानिक और फिर समय से संबंधित चीज़ के साथ जोड़ा करते हैं स्थानिक उदाहरण या स्थानिक वाक्यांश अपने अर्थ को बदलते हैं या वे समय से संबंधित चीजों की तुलना में काफी पहले आते हैं और इससे बहुत अधिक अर्थ परिवर्तन होते हैं यह डेटा हवाई क्रेओल उदाहरणों से आता है हालाँकि हाल ही में इस धारणा पर कई स्रोतों ने सवाल उठाया है l बहुत सारे शोधकर्ता इस पर और क्यों इस विशेष परिकल्पना की आलोचना कर रहे हैं मैं अभी भी बायोप्रोग्राम परिकल्पना के बारे में बात कर रही हूं तो इस विशेष परिकल्पना की आलोचना क्यों की गई है क्या खामी रही है इस विशेष परिकल्पना में क्या कमियां रही हैं पहली बात यह है कि इस विशेष परिकल्पना को बड़े पैमाने पर विस्फोट किया गया है क्योंकि यह दिखाया गया है कि क्रॉल का विकास वयस्कों द्वारा किया जा सकता है स्वाभाविक रूप से वयस्क के भाषा अधिग्रहण पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है क्योंकि हम एक क्रेओल के बारे में बात कर रहे हैं क्रेओल क्या है क्रियोल एक पिजिन का विकसित रूप है जब आप पिजिन और क्रेओल कहते हैं और यदि आप एक क्रियोल कहते हैं तो एक क्रिडोल में एक पिजिन विकसित हुआ है यह निश्चित रूप से बच्चे नहीं हैं बल्कि वयस्क हैं इस विकास या क्रियोलाइजेशन की प्रक्रिया या पिजिनइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से हम महसूस करते हैं कि यह वयस्क हैं जिन्हें पूरी भाषा या शब्दार्थ परिवर्तन प्रक्रिया या अर्थ विकास की प्रक्रिया में बहुत अधिक महत्व दिया गया है एक समकालिक डोमेन पर भी हमें शास्त्रीय या आधुनिक अंतर में नहीं जाना चाहिए l बस समय की समकालिकता के भीतर या समकालिक डोमेन पर जब हम देखते हैं कि क्रियोलिज़ेशन होता है और जब एक विशेष भाषा या जब एक विशेष क्रियोल एक पिजिन से विकसित होता है जाहिर है इसका श्रेय वयस्क वक्ताओं को जाता है वयस्क को बोलने के योगदान के कारण हम उन्हें अभिनव के रूप में देखते हैं l इस का अर्थ है कि वे सबसे नवीन हैं या अभिनव और रचनाकार हैं इसलिए यहाँ चिंता की बात यह है कि इस क्रेओल या यहाँ का जो बयान है उस के कारण इस बायोप्रोग्राम परिकल्पना को बड़े पैमाने पर विस्फोट किया गया है l क्योंकि यह दिखाया गया है कि शायद क्रेओल को वयस्कों द्वारा विकसित किया गया है यह बात विस्फोटक हो गई जिसका मतलब है इसकी आलोचना हुई l सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है कि बायोप्रोग्राम परिकल्पना का सामना करना पड़ता है कि यह वयस्कों को बहुत अधिक महत्व दे रहा है क्योंकि वयस्कों को क्रियोलिकरण की प्रक्रिया में अधिक अभिनव माना जाता है तो इसका मतलब है कि बाल भाषा अधिग्रहण के प्रयास को कम कर दिया गया है और यही कारण है कि बहुत सारे भाषाविद बायोपोग्राम परिकल्पना जैसी अवधारणा की आलोचना करते हैं l यदि हम हवाईयन क्रेले जैसे उदाहरणों को देखें तो यह दोनों तरीके हैं बाल भाषा अधिग्रहण प्रक्रिया और वयस्क अधिग्रहण प्रक्रिया दोनों ही भाषा के विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम इसका श्रय केवल एक डोमेन को नहीं दे सकते हैं बल्कि हमें दोनों कोणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा बायोप्रोग्राम की परिकल्पना की जानकारी के साथ मैं आपको सीखने की विभिन्न तर्क रणनीतियों के माध्यम से ले जाऊंगी तो भाषा सीखने की प्रक्रिया के दौरान अलग अलग रणनीतियाँ क्या शामिल हैं मुझे लगता है मुझे कुछ समय पहले जो मैं बात कर रही थी उसे फिर से बताना होगा ऐसा लगता है कि बायोप्रोग्राम परिकल्पना की बहुत सारे शोधकर्ताओं द्वारा आलोचना हुई है और इसे प्राप्त होने वाले आलोचना के प्राथमिक कारणों में से एक यह है कि यह वयस्क की नवीनता पर बहुत जोर दीया है आइए हम इस कथन को देखें जो मैंने अभी बताया है बायोप्रोग्राम की परिकल्पना को बड़े पैमाने पर विस्फोट किया गया है क्योंकि यह दिखाया गया है कि क्रियोल को वयस्कों द्वारा विकसित किया जा सकता है लेकिन बच्चों द्वारा फैलाया और त्वरित किया जा सकता है यहां चिंता यह है कि किसे अधिक महत्व दिया गया है किसे अधिक विशेषाधिकार दिया गया है यह बच्चे हैं इसलिए यहाँ चिंता यह है कि इसे वयस्कों द्वारा विकसित किया गया है लेकिन इसे फैलाया और बनाया गया है बच्चों द्वारा बायोप्रोग्राम की परिकल्पना का सुझाव होगा कि पीढ़ी की पीढ़ी के लिए भाषा के संचरण की अनुपस्थिति के कारण बच्चे वाक्य को संरचनाओं के साथ ही अर्थ व्याख्या को नया करते हैं l लेकिन कहानी थोड़ी अलग है वयस्क अधिक नवीन प्रतीत हो रहे थे इसलिए बायोप्रोग्राम की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए बच्चों के योगदान पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है इसलिए इसे इसके सबसे कमजोर दृष्टिकोणों में से एक माना गया है कम से कम दो अलग अलग प्रकार के क्रेओल्स में सुरिनाम और सिरेमिक में दिखता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा के प्रसार में पर्याप्त कमी नहीं आई है l बहुत सारे वयस्कों ने वास्तव में क्रेओल्स के विकास में योगदान दिया यदि हम रचनात्मक भावना या अभिनव प्रकृति या वयस्कों की अभिनव क्षमता को कम करते हैं तो इस तरह की परिकल्पना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है l या हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि बाल भाषा अधिग्रहण पर विचार करना एक अत्यंत रचनात्मक प्रक्रिया है इसलिए क्रेओल्स के विकास के लिए भी हम बाल भाषा अधिग्रहण को महत्व दें वास्तव में हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं हम कहेंगे कि हाँ यहां तक कि वयस्कों का भी किसी विशेष भाषा के विकास और इसे लाने वाले सेमांटिक चेंज के लिए पर्याप्त योगदान है तो इस जानकारी के साथ हम प्रक्रिया या तकनीक या रणनीति पर चलते हैं जो बाल भाषा अधिग्रहण के साथ साथ वयस्क भाषा अधिग्रहण में भी शामिल है जो बहुत अधिक अर्थ परिवर्तन लाता है इसके लिए मैं इस पुस्तक में उल्लिखित दो शर्तें लाऊंगी दो चीजें हैं एक सामान्य ज्ञान तर्क और दूसरी जिसे एक अबडकशन के रूप में भी जाना जाता है अबडकशन या सामान्य ज्ञान तर्क की मुख्य रूप से एंडरसन एंटिला ने चर्चा की है उन्होंने इस सिद्धांत पर बड़े पैमाने पर काम किया है तो इन दो चीजों का मूल विचार क्या है इस सामान्य ज्ञान तर्क को देखें हम इसे अबडकशन भी कह सकते हैं तो इस प्रक्रिया में जो कुछ होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है मूल विचार को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अबडकशन एक निरीक्षक परिणाम से आगे बढ़ता है पहले भाषण समुदाय के स्पीकर को परिणाम का निरीक्षण करना होता है अबडकशन की प्रक्रिया के माध्यम से पहली बात यह है कि परिणाम का अवलोकन एक कानून का आह्वान और तीसरा अनुमान लगाना l तो तीन बातें एक है अवलोकन दूसरी चीज जो हमारे पास है वह है निरीक्षण कानून का आह्वान और फिर तीसरी बात है अनुमान l ये तीन चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखने की आवश्यकता है जब हम अबडकशन या सामान्य ज्ञान तर्क के बारे में बात कर रहे थे तो यह मूल विचार है पहला यह अबडकशन किए गए परिणाम से आगे बढ़ता है दूसरा यह एक कानून का आह्वान करता है और तीसरा यह इस बात पर जोर देता है कि कुछ मामला हो सकता है अनुमान लगा सकता है l यही वजह है कि भाषा इस तरह की रही है इसलिए उदाहरण के लिए जब एक भाषा सीखने वाला विभिन्न प्रकार की मौखिक गतिविधियों का अवलोकन करता है तो हम कहते हैं कि आप क्रियाओं से संबंधित विभिन्न शब्दावली सीखने की कोशिश कर रहे हैं फिर आपको क्रिया को क्रिया उन्मुख वाक्यांशों पर देखना होगा इसलिए जब कोई भाषा सीखने वाला विभिन्न प्रकार की मौखिक गतिविधियों का अवलोकन करता है तो वह उन्हें भाषाई प्रणाली के एक आउटपुट के रूप में निर्माण करता है और फिर वह सामान्य सिद्धांतों को एक आक्षेप या आमंत्रित संदर्भों के रूप में उपयोग करता है l तो तीन बातें पहले भाषा सीखने वाला देखता है सभी प्रकार की मौखिक गतिविधियों का निरीक्षण करता है दूसरा उन्हें भाषाई प्रणाली के उत्पादन के रूप में देखता है उन्हें व्याकरण के उत्पादन के रूप में निर्मित करता है एक बार शिक्षार्थी सब कुछ देख लेता है उसे व्याकरण के आउटपुट के रूप में कुछ चीजों का निर्माण करना पड़ता है और आखिरकार वह कौन सी तीसरी चीज है वह आमंत्रित संदर्भों के क्रम के लिए सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करता है यही कारण है कि यह कहा गया है कि आपको इससे अधिक नहीं कहना चाहिए और अधिक मतलब होना चाहिए l आपको बिल्कुल वही शब्द कहना है जो आपको चाहिए यदि आप इससे कम बोलते हैं तो वह अर्थ को अस्पष्ट कर सकता है कहो कि आपके लिए इससे अधिक नहीं जो कुछ भी कहे आप कम से कम शब्दों का उपयोग करें इसे और अधिक चिंताजनक न बनाएं l लेकिन बहुत सारे व्यावहारिक वार्ताकारों या व्यावहारिक मार्करों और व्यावहारिक संकेतों का उपयोग करें जिसके लिए उस भाषण सीमा के भीतर या भाषाई आदानों के उस सीमित सेट के भीतर आप वास्तव में अधिक संवाद कर सके इस तरह की चीज को नवाचार के संबंध में परिकल्पना की जा सकती है तो क्या है कि नवाचार और परिवर्तन की परिकल्पना जो इस तरह के एक बयान को बताएगी परिकल्पना यह है कि नवाचार और परिवर्तन मुख्य रूप से धारणा और अधिग्रहण की प्रक्रिया में नहीं होते हैं बल्कि रणनीतिक पसंद की प्रक्रिया में होते हैं इसलिए जब आप नवाचार के बारे में बात करते हैं तो नवाचार वास्तव में नहीं होता है या नवाचार वास्तव में धारणा या अधिग्रहण की प्रक्रिया में नहीं हो रहा है भाषा अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान आप नया नहीं करते हैं l तो नवाचार कब होता है नवप्रवर्तन रणनीतिक पसंद की प्रक्रिया में होता है आपको चीजों को रणनीतिक रूप से चुनना होगा और यह रणनीतिक विकल्प वक्ता या लेखक का एक हिस्सा होगा यह वक्ता या लेखक वह है जिसे एस पी डब्ल्यू SP W लिखा जाता है l और ए डी ए डी का मतलब है जिसके साथ बातचीत की या जिसने पड़ा इस तरह से एडी से वार्तालाप होती है तो आइए हम लेखक और पाठक या अभिभाषक या वक्ता कहें आइए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में बताने का प्रयास करें पहली बात जो हमने समझी बाल भाषा या वयस्क भाषा अधिग्रहण में एक विशेष रणनीति शामिल है जहां तक अर्थ परिवर्तन का संबंध है l और इसे सामान्य ज्ञान तर्क या एबडक्शन के रूप में जाना जाता है एबडक्शन क्या है हम समझ गए कि एबडक्शन में मूल विचार यह है कि यह देखे गए परिणाम से आगे बढ़ता है एक कानून को लागू करता है और फिर कुछ अनुमान लगा सकता है हमने जो उदाहरण दिया है उससे हम सीखने वाले हैं की एक भाषा सीखने पर विचार करना चाहिए इसलिए जब एक शिक्षार्थी एक भाषा सीखता है तो आप आम तौर पर इस पर विचार करते हैं l या शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार के भाषाई घटनाओं के सभी प्रकार के भाषाई उपयोग किराए का पालन करने की कोशिश करता है तो अवलोकन भाषाई पर्यावरणीय स्तर पर होता है अवलोकन के बाद शिक्षार्थी क्या करता है वह भाषाई प्रणाली जो व्याकरण है उससे अधिक से अधिक आउटपुट को पकड़ने की कोशिश करतl है तो यह एक कानून का आह्वान है इसलिए वह इसके पीछे के सिद्धांत का पता लगाने की कोशिश करती है और अंत में एक बार जब उसे पता चलता है कि यह व्याकरणिक प्रणाली है तो वह उसका उपयोग करती है l इन सिद्धांतों का वह प्रवचन में उपयोग करती है इस तरह यह एबडक्शन भाषा अधिग्रहण के प्रतिक्रिया में मौजूद होती है और अब तक भाषाविदों ने जिस परिकल्पना पर विचार किया है वह यह है कि इस तरह की प्रक्रिया में अवलोकन या प्रेरक और अनुमान की पूरी प्रक्रिया मौजूद है l नवाचार या शब्दार्थ परिवर्तन जिसे हम बात कर रहे हैं शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं यह धारणा या अधिग्रहण की प्रक्रिया में नहीं है बल्कि यह वक्ता और श्रोता पाठक या लेखक के बीच संवाद या बातचीत को निहित करता है वक्ता और श्रोता दोनों को कथन के अनुसार अधिकतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिनव होना चाहिए इसलिए अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान नवाचार या अभिनव घटक दिखाई नहीं देते हैं बल्कि वे स्पीकर या लेखक के हिस्से पर दिखाई देते हैं और पतेदार या रिसीवर के बीच अंतःक्रियात्मक बातचीत होती है क्या आपको समझ में आया क्या आप समझ सकते हैं इसका मतलब है यहाँ चिंता यह है कि नवाचार अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बल्कि नवाचार बातचीत प्रक्रिया या सहभागिता में प्रक्रिया का हिस्सा हैं l यह निर्भर करता है कि कौन और किस के बीच बातचीत हुई स्पीकर और श्रोता या संबोधक के बीच लेखक और पाठक के बीच या लेखक पाठक और श्रोता संबोधक के बीच l जब आप नवाचार के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है यह वह डोमेन है जहां सभी नवाचार या अभिनव पहलू अस्तित्व में आते हैं अब यह आपको तय करना है कि कौन अधिक अभिनव होगा चाहे वह बच्चा हो या वयस्क औचित्य के कुछ जोड़े हैं एक औचित्य पाठ डेटा से आता है जहां लेखक नए उपयोगों का पता लगाने के लिए प्रकट होता है यह एक बच्चे का काम नहीं है यह मूल रूप से एक वयस्क है जो लेखन डोमेन में अधिक रचनात्मक बनने की कोशिश कर रहा है तो इस परिकल्पना या अबडक्शन की परिकल्पना में बायोपोग्राम का बहुत महत्व है अगर मैं यह कहूं कि वयस्कों को श्रेय दिया गया है इसलिए पता करने वाले को बातचीत की प्रक्रिया में जाना पड़ता है जहां नवाचार अस्तित्व में आता है पतेदार या पाठक को इसे पहचानना होता है और भाषण या लेखन को सबसे अच्छे चौराहे पर संसाधित करना पड़ता है जैसे कि उन्हें सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करनी होती है संभव विधि सर्वोत्तम संभव तरीके से इसलिए इस अंतरविरोध के परिणामस्वरूप अंततः बहुत सारे व्यावहारिक कार्य होते हैं राजनीति में हेजिंग का अंकन होता है ये अलग अलग चीजें हैं जो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं लेकिन यह मुख्य रूप से संबोधन या पाठक है जिसे भाषाई सिद्धांतों के सीमित सेट या भाषाई इनपुट के सीमित सेट से अधिकतम जानकारी हड़पने के लिए अधिक रचनात्मक अधिक अभिनव होना चाहिए इसलिए कथन को याद रखें कि आपके पास इससे अधिक और कोई मतलब नहीं है इसलिए सीमित संख्या में शब्द बोलें लेकिन जितना संभव हो उतना अर्थ निकालने की कोशिश करें तो यहाँ रचनात्मक कौन है वह व्यक्ति जो इसे प्राप्त कर रहा है या वह व्यक्ति जो सहभागिता प्रक्रिया का पक्षकार है यह निश्चित रूप से पार्टी है जो बातचीत या बातचीत की प्रक्रिया में रही है नवाचार अधिग्रहण स्तर पर झूठ नहीं बोलता है बल्कि यह संचार अंतःक्रियात्मक और बातचीत के स्तर पर है ठीक है इसलिए जब हमें सेमांटिक चेंज के बारे में बात करें तो हमें यह याद रखना चाहिए